अब हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विद्युत् अभियांत्रिकी के पहलुओं से बहुत अधिक संबंधित नहीं है जिस पर हम अब तक चर्चा कर रहे थे हालाँकि यह फिर भी एक महत्वपूर्ण विषय है विशेष रूप से यदि आप बेंच मार्क रेफरेन्स उन कई प्रणालियों की तुलना करना चाहते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आप देखते हैं एक फोटो वोल्टाइक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली में उदाहरण के लिए PV मॉड्यूल PV पैनल उनके पास लगभग 20 से 25 वर्षों तक का जीवनकाल है उदाहरण के लिए बैटरी लें वे लगभग 5 वर्षों तक रह सकते हैं जिसका अर्थ है कि आपको बैटरी सेट को बीच में बदलना पड़ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स ले ले इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक बड़ा जीवन काल हो सकता है तो फोटो वोल्टाइक प्रणाली में कई उप प्रणालियां होती हैं और उप प्रणालियों का जीवनकाल अलग अलग जीवन काल होता है इसलिए जब आपके पास तुलनीय प्रणाली होती है तो आप उन्हें कैसे चिह्नित करते हैं आप उनकी तुलना कैसे करते हैं विशेष प्रणाली का मूल्य क्या है धन का मूल्य क्या है और प्रणाली के लिए मूल्य क्या है विभिन्न प्रणालियों के लिए अर्थशास्त्र क्या हैं और वेरिएबल्स कैसे खेलते हैं और आप इकाई लागत कैसे प्राप्त करते हैं इकाई लागत मतलब है कि अगर यह पानी पंपिंग प्रणाली है तो पानी की इकाई की लागत क्या है यदि यह बिजली उत्पादन प्रणाली है PV ग्रिड से जुड़ा है बिजली की 1 इकाई की लागत क्या है तो आप उस पर कैसे पहुंचे तो उसके लिए आपको सभी उप घटकों के जीवनकाल का निर्माण करना होगा प्रतिस्थापन रखरखाव ये सभी मुद्दे चित्र में आने लगेंगे इसलिए यह वह पॉइंट है जिसे हम संबोधित करना चाहेंगे हम इसे इंजीनियरिंग के नजरिए से देखेगें यह सटीक लागत पर पहुंचना बिल्कुल नहीं है यह आर्थिक विश्लेषण के मसौदे से अधिक हैताकि हम कई प्रणालियों की तुलना करने में सक्षम हो सकें और जीवन चक्र लागत के इस विषय में हम यही करेंगे किसी वस्तु पर विचार करें अब इस वस्तु का एक मूल्य है और यह मूल्य समय से संबंधित है तो इसका एक निश्चित समय पर या हम कह सकते हैं कि रेफरेन्स के एक समय सीमा पर मूल्य है यह अब हो सकता है कल हो सकता है यह अब से 10 साल हो सकता है लेकिन वस्तु का मूल्य सीधे समय के साथ युग्मित होता है अब यह वस्तु या तो खरीदा या बेचा जाता है तो वहाँ लेनदेन है जहाँ आप इस वस्तु को खरीदेंगे या इस वस्तु को बेचेंगे और जिस माध्यम से आप खरीदेंगे या बेचेंगे वह इस धन को माध्यम के रूप में उपयोग करके होगा तो धन का भी मूल्य होता है और वह मूल्य फिर से समय पर निर्भर होता है अब समय के साथ धन की कीमत बढ़ सकती है तो समय के साथ धन के मूल्य में वृद्धि होती है बेशक विकास सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है लेकिन ज्यादातर समय यह सकारात्मक होता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है धन का मूल्य बढ़ता है और यही हम ब्याज बताते हैं तो एक ब्याज ब्याज दर है जिसका उपयोग गणना के लिए किया जा सकता है कि धन का मूल्य कैसे बढ़ाया जाता है इसी तरह एक वस्तु भी समय के साथ उसका मूल्य बढ़ या घट सकता है वस्तु के मूल्य में वृद्धि या परिवर्तन होता है और इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है तो आइए हम इस वस्तु और धन के इस विकास रूपरेखा को देखें और उस संबंध को लाने की कोशिश करें और जीवन चक्र की लागत को मापने के लिए उस संबंध का उपयोग करें ब्याज और मुद्रास्फीति में विभिन्न विकास रूपरेखा हैं तो कोई इसे अलग अलग विकास रूपरेखा के साथ मॉडल कर सकता है एक सरल तरीका रैखिक विकास है दूसरे तरीके को यौगिक वृद्धि कहा जाता है एक तीसरा तरीका घातीय वृद्धि है यौगिक वृद्धि बहुत लोकप्रिय है इसे डिस्क्रीट यौगिक वृद्धि भी कहा जाता है और घातीय वृद्धि को निरंतर यौगिक विकास कहा जाता है हम देखेंगे कि ये संबंध कैसे आते हैं सबसे पहले रैखिक विकास पर विचार करें साधारण ब्याज रैखिक विकास का विशिष्ट उदाहरण है वहां मुख्य वेरिएबल i है जिसे ब्याज की दर कहा जाता है n अंतराल की संख्या है अब ब्याज की दर समय के अंतराल Δt के लिए है और n वेरिएबल भी समय अंतराल Δt जो विचाराधीन है उसकी संख्या के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर आप कहते हैं Δt समय अंतराल 1 वर्ष है जो कि बैंकिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है n विचाराधीन वर्षों की संख्या होगी आप समय रेखा से इसकी कल्पना कर सकते हैं मुझे समय रेखा t x अक्ष को बनाने दे और मैं अंतराल के प्रतिनिधित्व के लिए इस तरह के कई इक्वी स्पेस टिक मार्क डालूंगा तो यह अंतराल Δt है और मैं इसे अंतराल 1 अंतराल 2 अंतराल 3 अंतराल 4 और इसी तरह से करूंगा यह अंतराल n है अब एक और वेरिएबल है जिसे मैं समाविष्ट करूंगा इसे वेरिएबल S कहा जाता है अब हमें अंतराल की शुरुआत में या पिछले अंतराल के अंत में यह पॉइंट लेना चाहिए मैं इसे S0 के रूप में चिह्नित करूंगा पहले अंतराल के अंत में मैं इसे S1 कहूंगा और दूसरे अंतराल के अंत को S2 कहा जाता है फिर तीसरे अंतराल के अंत में S3 S4 इसलिए nth अंतराल के अंत में यह Sn होगा अब Sn का अर्थ क्या है Sn nth अंतराल के बाद का योग है n अंतराल जो बीत चुका है उसके बाद का योग इसलिए यदि S0 0th अंतराल के अंत में योग था तो यह वह राशि है जो आपके पास शुरुआत में है n अंतराल समाप्त होने के बाद अंत में योग Sn है इसलिए इसे nth अंतराल का योग कहा जाता है यदि प्रत्येक अंतराल 1 वर्ष है तो यह योग n वर्ष के बाद होगा अब S1 को संबध रैखिक संबध S0S0×i द्वारा दिया जाता है जहां i अंतराल के लिए ब्याज की दर है तो Δt अंतराल है और यह सिर्फ एक अंतराल है S0S0×i है जो S0×1i है अब S2 S0 S0×2i है दो अंतराल बीत चुके हैं इसलिए 2 × i तो वह S0×12i है और अगर मैं इसे आगे ले जाता हूं तो Sn S0S0×ni होगा यह S0×1ni होगा तो यह वह संबंध है जो आपको योग के लिए n अंतराल या समय अवधि जो समाप्त हो गई है उसके बाद मिलेगा ब्याज दर i के साथ और S0 के शुरुआती मान के साथ इसे सरल ब्याज समीकरण कहा जाता है आइए अब यौगिक विकास पर चर्चा करते हैं इसका एक उदाहरण निश्चित रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से अवगत होंगे यहाँ भी साधारण ब्याज की तरह वेरिएबल i है जो Δt समय के अंतराल के लिए ब्याज की दर का प्रतिनिधित्व करता है n अंतराल की संख्या है Δt अंतराल जिन पर विचार किया जा रहा है अब हम पहले की तरह फिर से समय रेखा पर कल्पना करते हैं और मैं इस तरह इक्वी स्पेस टिक मार्क चिह्नित करूंगा और यहां प्रत्येक अंतराल को मैं Δt कहूंगा अब वह अंतराल 1 अंतराल 2 अंतराल 3 अंतराल 4 होगा और अब यह अंतराल n है तो यह n 1 है तो मुझे इसे लेने दीजिए इस पॉइंट पर आपके पास S0 है योग है जो कि प्रारंभिक योग है 0th अंतराल के अंत में या पहले अंतराल के शुरुआत है अब पहले अंतराल के अंत में मेरे पास योग S1 है दूसरे अंतराल पर योग S2 तीसरे अंतराल पर योग S3 योग S4 और nth अंतराल के अंत में यह Sn है इस पॉइंट पर यह योग Sn माइनस 1 Sn 1 होगा और यहाँ योग Sn प्लस 1 Sn1 है तो अब यह पता लगाने की कोशिश करें कि S1 क्या है अब S1S0S0×i यह साधारण ब्याज की तरह ही है या रैखिक विकास का मामला है और फिर यह S1 S0×1 i है अब S2 S1S1×i 1 स्टेप एप्लिकेशन है S2 के लिए S1 पिछला पिछला योग है इसलिए यदि आप एक स्टेप एप्लिकेशन करते हैं S1S1×i और S1 हम वास्तव में जानते हैं कि S0×1i है इसलिए S0×1i को S1 के स्थान पर रखते हुए यह S0×1i और 1 i है इसलिए यह S0×1 i2 है तो उसी तरह Sn S0×1in होगा तो यह सूत्र यह समीकरण चक्रवृद्धि ब्याज समीकरण है इसलिए यदि S0 शुरू करने के लिए मान है और i प्रत्येक अंतराल के लिए ब्याज की दर है n अंतराल की संख्या है तो यदि Δt 1 वर्ष है n वर्ष की संख्या होगी इसलिए यदि आप S0 से शुरू करते हैं तो nth वर्ष के अंत में योग बन जाएगा S0×1in तक बढ़ जाएगा अब हम घातीय वृद्धि मॉडल पर विचार करते हैं तो घातीय वृद्धि मॉडल में वे मूल रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल का इस तरह से विस्तार करेंगे यहाँ i 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर है और m अंतरालों की संख्या है जिसमें 1 वर्ष को विभाजित किया जाता है तो परिभाषा में मामूली अंतर पर ध्यान दें i 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर है पूरे वर्ष की और m अंतराल की संख्या है जिसे 1 वर्ष में विभाजित किया जाएगा तब Δt कुछ भी नहीं है लेकिन 1m वर्ष और अंतराल में ब्याज i m होगा तो यह प्रति अंतराल ब्याज दर है अब मैं पहले की तरह समय रेखा तैयार करता हूं अब मैं इक्वी स्पेस टिक को समय रेखा पर चिह्नित करने जा रहा हूं अब इनमें से प्रत्येक स्थान वर्ष का प्रतिनिधित्व करेगा तो यह वर्ष 1 है यह वर्ष 2 है इसी तरह से यह वर्ष n है और प्रत्येक वर्ष को m अंतरालों में विभाजित किया जाता है इस तरह छोटे अंतरालों में और फिर इन अंतरालों के बीच की समय अवधि Δt है जो 1 m है अब मैं कह सकता हूं कि यह उप अंतराल 1234 है इसी तरह से m तक और दूसरे वर्ष को भी m अंतराल तक विभाजित किया जाता है nth को भी m अंतराल में विभाजित किया जाता है प्रत्येक Δt चौड़ाई के अब वर्ष 1 की शुरुआत में हमारे पास S0 होगा वर्ष 1 के अंत में हमारे पास S1 है वर्ष 2 के अंत पर S2 और वर्ष n के अंत में यह Sn है हम यह खोजने में रुचि रखते हैं कि Sn क्या है अब हम चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल लागू करते हैं Sn बराबर है S0 शुरुआत गुणा 1i S01i मूल चक्रवृद्धि ब्याज मॉडल था यहां प्रति अंतराल ब्याज im है इसलिए 1 प्लस im S01im और कितने अंतराल हैं यहां n वर्ष हैं और प्रत्येक वर्ष में m अंतराल हैं इसलिए m×n अंतराल हैं S01immn तो यह डिस्क्रीट कंपाउंडिंग सूत्र होगा अब हम i m को x किसी अन्य वेरिएबल x पर पुन निर्दिष्ट करते हैं जो im के बराबर है और फिर m क्या है m i x के बराबर है अब प्रतिस्थापित करते हुए आपके पास Sn S0 × 1 x i x × n है तो अब इस में जैसा कि m अनंत को जाता है x 0 की ओर जाता है x शून्य पर जाता है तो आइए इस समीकरण के लिए x की सीमा को 0 पर लागू करें x की सीमा शून्य तक जाती है Sn होगा x की सीमा 0 तक S0×1x1xi×n x→0S01x1xi×n तो यह वास्तव में 1x i×n में विभाजित है इसलिए इस तरह आया है तो S0×x की सीमा 0 तक यह सीमा 1x1x के रूप में लिखा जा सकता है S0x→01x1xi×n अब यह x की सीमा 0 तक 1x1 x x→01x1x e की परिभाषा है इसलिए इसे e के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए मैं इसे S0×ein लिख सकता हूँ Sn S0ein घातीय वृद्धि मॉडल है यह निरंतर यौगिक भी है क्योंकि डिस्क्रीट अंतराल क्योंकि m अंतराल की संख्या अनंत तक पहुंच गई है इसलिए इसे निरंतर यौगिक कहा जाता है